नमस्कार और सुरक्षित सिस्टम इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम में आज के व्याख्यान में आपका स्वागत है तो आज के वीडियो व्याख्यान में इंटेल के एसजीएक्स सॉफ्टवेयर गार्ड एक्सटेंशन्स को देखते हैं तो यह भरोसेमंद निष्पादन वातावरण पर वीडियो की श्रृंखला का हिस्सा है जिसे हमने पिछले वीडियो में एआरएम ट्रस्टज़ोन पर देखा था और एआरएम ट्रस्टज़ोन एक विश्वसनीय निष्पादन वातावरण भी बनाता है लेकिन जैसा कि एसजीएक्स के बारे में आज के वीडियो में देखा जाएगा कि इसे करने का पूरा तरीका बहुत अलग होगा इसलिए कुछ दृष्टिकोण से गारंटी प्राप्त होती है और एसजीएक्स द्वारा प्राप्त सुरक्षा सर्वर प्रकार की मशीनों के लिए अधिक पसंद की जाएगी जबकि एआरएम के ट्रस्टज़ोन एम्बेडेड प्लेटफार्मों के लिए अधिक अनुकूल है जब हम वास्तव में आम तौर पर एक मशीन या सिस्टम को देखते हैं तो हम देखते हैं कि हार्डवेयर की एक बहु परत है वीएम के ऑपरेटिंग सिस्टम और इसके बाद के संस्करण हैं अब इस विशेष परिदृश्य में ट्रस्ट सतह या हमले की सतह यह पूरी योजना है तो हमारे कहने का मतलब यह है कि अगर हम कहते हैं कि एप्लिकेशन में कुछ गुप्त है तो हमें एक गुप्त कुंजी कहने दें तो यह विशेष रूप से बॉक्सिंग क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसे आप वास्तव में विश्वसनीय मानते हैं ताकि उस कुंजी को सुरक्षित रखा जा सके उदाहरण के लिए यदि एप्लिकेशन में एक मालवेयर है तो वह विशेष मैलवेयर उस गुप्त कुंजी को चुरा सकता है इसी तरह यदि कोई मालवेयर अब ऑपरेटिंग सिस्टम या VM पर हमला करता है तो एप्लिकेशन में मौजूद कुंजी से समझौता किया जा सकता है इसी तरह से एक मालवेयर या हार्डवेयर में मौजूद ट्रोजन एप्लिकेशन में गुप्त कुंजी चुरा सकता है तो हम यहाँ पर जो देखते हैं वह यह है कि किसी सामान्य प्रणाली में किसी चीज़ को गुप्त रखने या रखने के लिए हमें बड़ी मात्रा में मान्यताओं की आवश्यकता होगी जो कि सभी रेखांकित हार्डवेयर वर्चुअल मशीनों प्रबंधकों और ऑपरेटिंग सिस्टम से समझौता करने वाले सिस्टम सॉफ़्टवेयर पर निर्भर हों अब SGX वास्तव में हमें क्या करने में मदद करता है कि यह संभावित हमले की सतह को कम करता है इसलिए यह है कि SGX सक्षम करता है कि कंप्यूटर सिस्टम कैसा दिखता है और यहाँ पर हम कहते हैं कि हमारे पास अभी भी एक एप्लिकेशन है और इस आवेदन में एक गुप्त कुंजी है अब SGX के साथ इस गुप्त कुंजी को केवल उस एप्लिकेशन में भाग की आवश्यकता होगी जो इस लाल बिंदीदार रेखा में बॉक्स में है और हार्डवेयर में भाग वास्तव में विश्वसनीय है

तो आप अभी भी एक अविश्वसनीय ऑपरेटिंग सिस्टम अविश्वसनीय वर्चुअल मशीन प्रबंधक और इतने पर हो सकते हैं लेकिन जो आवश्यक है उसे कुंजी गुप्त रखें बस हार्डवेयर अनुप्रयोग के छोटे क्षेत्रों के साथ साथ हार्डवेयर के एक हिस्से पर भरोसा किया जाता है इसलिए इसके द्वारा हम जो हासिल करते हैं वह यह है कि हम हमले की सतह को काफी कम कर रहे हैं अब यदि आप ऑपरेशन के सामान्य मोड बनाम एसजीएक्स सक्षम मोड की तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि उस गुप्त कुंजी तक पहुंच प्राप्त करने के लिए हमलावर ने या तो एप्लिकेशन ओएस वर्चुअल मशीन या हार्डवेयर पर हमला किया हो सकता है हालांकि SGX सक्षम हार्डवेयर में हमलावर को गुप्त कुंजी तक पहुंच प्राप्त करने के लिए आवेदन में हार्डवेयर या कोड के छोटे हिस्से में छोटे क्षेत्रों को लक्षित करना होगा तो आइए इस बारे में अधिक जानकारी देखें कि वास्तव में SGX कैसे काम करता है तो हम कहते हैं कि यह हमारी प्रक्रिया का स्थान है जैसा कि हमने देखा है कि पहले प्रक्रिया में जो कोड है कि वह एप्लीकेशन कोड है स्टैक हीप्स से युक्त एप्लिकेशन डेटा है और एक प्रक्रिया के विशिष्ट पते वाले स्थान पर और उच्चतर है जहां ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है अब SGX हमें क्या करने की अनुमति देता है इस एड्रेस स्पेस में एन्क्लेव्स हैं इसलिए हम यहाँ पर जो देखते हैं वह यह है कि प्रक्रिया के इस पूरे एड्रेस स्पेस के भीतर एक क्षेत्र है जिसे एन्क्लेव कहा जाता है जो ट्रस्ट एक्जिक्यूटेशन प्राप्त करने के लिए आवश्यक सैंडबॉक्स वातावरण प्रदान करता है तो इस विशेष एन्क्लेव में आपके पास कुछ नियमित कोड स्टैक और ढेर हो सकते हैं इसलिए हम इसे एन्क्लेव कोड एन्क्लेव स्टैक और एन्क्लेव हीप कहते हैं और आपके पास कुछ प्रबंधन डेटा जैसे कि प्रवेश तालिका और टीसीएस जो कि थ्रेट कंट्रोल स्ट्रक्चर है यह सब एक एनक्लेव में मौजूद हो सकता है अब जो बात इस एन्क्लेव को विशिष्ट बनाती है वह यह है कि कोई भी कोड कोई भी फ़ंक्शन या कोई भी चीज़ जो इस एंक्लेव के बाहर इस हरे क्षेत्र में उदाहरण के लिए निष्पादित हो रही है वह एन्क्लेव के भीतर मौजूद किसी भी कोड या डेटा तक नहीं पहुँच पाएगी इसलिए उदाहरण के लिए यहां मौजूद एक कोड सीधे एन्क्लेव कोड में मौजूद फ़ंक्शन को कॉल नहीं कर सकता है इसी तरह एन्क्लेव के बाहर मौजूद कोड सीधे डेटा या एक्सेस डेटा को स्टैक में या एन्क्लेव में मौजूद ढेर में नहीं जा पाएगा हालाँकि इसके विपरीत अब सच है यदि आप एन्क्लेव के भीतर कोड चला रहे हैं तो यह विशेष कोड एन्क्लेव में मौजूद स्टैक और हीप को एक्सेस करने में सक्षम होगा और साथ ही एन्क्लेव के बाहर मौजूद अन्य सभी एप्लिकेशन डेटा और कोड को भी तो एन्क्लेव वास्तव में हमें क्या करने की अनुमति देता है यह है कि यह एक बंद सैंडबॉक्स बनाने में सक्षम है जिसके माध्यम से आप गोपनीयता और अखंडता प्राप्त कर सकते हैं इसलिए हम गोपनीयता से क्या मतलब है कि एन्क्लेव के अंदर मौजूद कोड और डेटा को सम्मान के साथ गोपनीय रखा जाता है एन्क्लेव के बाहर कुछ भी या किसी भी कोड या किसी भी चीज़ के लिए इसलिए आम तौर पर इसे कई तरीकों से हासिल किया जाता है उदाहरण के लिए एन्क्रिप्शन होता है जो किया जाता है और इसके बारे में वीडियो में बाद में और भी देखेंगे और हार्डवेयर में विशेष मेमोरी प्रबंधन इकाइयाँ भी होती हैं जो एक वातावरण बनाती है ताकि कोड और डेटा की एन्क्लेव में गोपनीयता बनी रहे

इसी तरह से हम कोड और डेटा की अखंडता भी प्राप्त करते हैं जो एन्क्लेव के भीतर मौजूद होता है तो इसका मतलब यह है कि किसी भी पार्टी द्वारा किसी भी कोड और डेटा को छेड़छाड़ या संशोधित नहीं किया जा सकता है इसलिए यह विशेष प्रयोजन हार्डवेयर का उपयोग करके फिर से किया जाता है विशेष प्रयोजन मेमोरी प्रबंधन इकाइयाँ हार्डवेयर में मौजूद हैं और साथ ही बहुत सारी क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम भी सुनिश्चित करती हैं कि डेटा के साथ छेड़छाड़ न की जाए अब इंटेल प्रोसेसर में एक चीज जो SGX भी हासिल करती है वह यह सुनिश्चित करता है कि जब डेटा प्रोसेसर से बाहर जाता है तो यदि एन्क्लेव से डेटा या कोड प्रोसेसर में जा रहा है या नहीं तो यह सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान हैं कि कोई हमलावर वास्तव में नहीं हो सकता है सिस्टम पर मौजूद डी रैम पर विभिन्न बसों या स्नूप की निगरानी करें और वास्तव में यह पहचानने में सक्षम होंगे कि कोड और डेटा वास्तव में क्या है या यह मेमोरी एन्क्रिप्शन होने से प्राप्त होता है तो अनिवार्य रूप से किसी भी डेटा को एन्क्लेव से निष्पादित किया जाना है जो रैम में एक एन्क्रिप्टेड स्थिति में संग्रहीत होने जा रहा है अब जब यह डेटा रैम से प्रोसेसर में ले जाया जाता है तो यह प्रोसेसर के भीतर डिक्रिप्ट हो जाता है इस प्रकार यदि डेटा बस पर कोई स्नूपिंग होता है या वास्तव में डी रैम के भीतर स्नूपिंग होता है तो क्या होगा कि हमलावर को केवल एन्क्रिप्टेड कोड और संवेदनशील डेटा और जानकारी को अभी भी गुप्त रखा जाएगा तो आइए देखें कि ये चीजें वास्तव में आंतरिक रूप से कैसे काम करती हैं इसलिए SGX इस भरोसेमंद निष्पादन वातावरण को प्राप्त करने के लिए काफी जटिल तंत्र है और हम इस व्याख्यान में बहुत संक्षिप्त अवलोकन देखेंगे कि ये चीजें कैसे काम करेंगी तो शुरू में एक SGX सक्षम इंटेल प्रोसेसर में क्या होता है कि RAM के कुछ हिस्से को PRM के रूप में चिह्नित किया जाता है इसलिए इसे एक प्रोसेसर संबंधित मेमोरी के रूप में जाना जाता है इसलिए यह क्षेत्र हमें कुछ पते के ए से कुछ पते बी एक प्रोसेसर से संबंधित मेमोरी के रूप में BIOS द्वारा चिह्नित किया जाता है तो इसका मतलब यह है कि ऑपरेटिंग सिस्टम या प्रोसेसर पर चलने वाले किसी भी एप्लिकेशन को पीआरएम में मेमोरी को सीधे एक्सेस नहीं किया जा सकेगा मेमोरी के इस पीआरएम क्षेत्र की खासियत यह है कि कोई भी बाहरी डिवाइस जैसे कोई बाहरी मास्टर डिवाइस जैसे नेटवर्क गार्ड या ग्राफिक इंजन और इस PRM को डेटा को पढ़ने या लिखने में सक्षम होने के लिए अनिवार्य रूप से थोड़ा अधिक तकनीकी जा रहा है DMA मेमोरी के इस विशेष क्षेत्र तक पहुंचता है जो PRM मेमोरी क्षेत्र में अक्षम है तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम से इसका क्या मतलब है कि यह क्षेत्र PRM क्षेत्र को OS द्वारा गैर मौजूद मेमोरी के रूप में पहचाना जाता है तो इसका मतलब है कि प्रोसेसर की पूरी मेमोरी रैम में एक छेद है या बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम इस पीआरएम को मेमोरी क्षेत्र के एक छेद के रूप में देखता है और इसलिए यह किसी भी मेमोरी या किसी अन्य डेटा को आवंटित नहीं करेगा या इस विशेष क्षेत्र में कोई डेटा स्टोर करने की कोशिश नहीं करेगा इससे जो हम वास्तव में प्राप्त करते हैं वह यह है कि हमारे पास मेमोरी का यह क्षेत्र है जो पूरी तरह से हार्डवेयर के नियंत्रण में है इसलिए हार्डवेयर मेमोरी के इस क्षेत्र का उपयोग एन्क्लेव बनाने के लिए कर सकता है विभिन्न एन्क्लेव को प्रबंधित करता है मेमोरी को प्रबंधित करता है जो इस एन्क्लेव को एक्सेस करता है इस एन्क्लेव के लिए अमल वगैरह को एक्सेस करता है आंतरिक रूप से पीआरएम के साथ ऐसा होता है कि यह कई ईपीसी या एन्क्लेव पेज कैश में विभाजित है इसलिए इस पृष्ठ कैश में से प्रत्येक जो यहां दिखाया गया है 4 किलो बाइट्स का है इसलिए इस पेज कैश का उपयोग वास्तव में कार्यक्रम में मौजूद विभिन्न अनुप्रयोगों के एन्क्लेव को संग्रहीत करने के लिए किया जाता है और प्रबंधन से संबंधित कुछ जानकारी भी है जो एक विशेष क्षेत्र में संग्रहीत होती है ईपीसीएम के रूप में जाना जाता है या जो ईपीसी माइक्रो आर्किटेक्चर में फैलता है तो जिस तरह से यह काम करता है कि हमारे पास सिस्टम में मौजूद कई प्रक्रियाएं हैं प्रत्येक प्रक्रिया का अपना वर्चुअल पता स्थान होता है और इस वर्चुअल एड्रेस स्पेस के भीतर प्रत्येक प्रक्रिया का अपना एक एन्क्लेव हो सकता है तो प्रति प्रक्रिया में आपके पास एक या अधिक एन्क्लेव हो सकते हैं या आप किसी भी एन्क्लेव के बिना भी एक प्रक्रिया रख सकते हैं इसलिए अब आपके पास RAM में इस PRM क्षेत्र के लिए वर्चुअल एड्रेस स्पेस के भीतर इस एन्क्लेव क्षेत्र के लिए मैपिंग होगी तो हमारे पास मेमोरी प्रबंधन इकाई है जो वर्चुअल मेमोरी को भौतिक मेमोरी पते में परिवर्तित करती है और ऑपरेटिंग सिस्टम यह सुनिश्चित करेगा कि इस एन्क्लेव में रैम में मौजूद PRM के भीतर भौतिक पृष्ठों पर मैप किया गया हो इसलिए आप वास्तव में इस तरह की कई प्रक्रियाएं कर सकते हैं जिनमें से प्रत्येक के पास अपने स्वयं के एन्क्लेव हैं लेकिन इस प्रक्रिया के सभी रैम के भीतर उसी क्षेत्र में मैप किए जाएंगे जो पीआरएम क्षेत्र है तो आइए हम ईपीसीएम को देखें जो एन्क्लेव पेज कैश मैप का संक्षिप्त नाम है इसलिए इस ईपीसीएम को विभिन्न उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और हमारे पास प्रत्येक ईपीसी के लिए एक प्रविष्टि है उदाहरण के लिए यदि 1024 ईपीसी क्षेत्रों में प्रत्येक 4 किलो बाइट्स कहते हैं तब ईपीसीएम में 1024 क्षेत्र होंगे एक क्षेत्र इसी EPC के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए अनिवार्य रूप से इस EPCM का उपयोग अभिगम नियंत्रण के लिए हार्डवेयर द्वारा किया जाता है यह संबंधित EPC से संबंधित विभिन्न सूचनाओं को संग्रहीत करता है इसलिए उदाहरण के लिए इस EPC में संबंधित EPCM प्रविष्टि होती है जो इस तरह के वैधता या पहलुओं को संग्रहीत करती है यदि विशेष रूप से ईपीसी रीड राइट एग्जीक्यूटिव अनुमति इस ईपीसी के देता है उदाहरण के लिए यदि यहां पर कोड मौजूद है तो आपके पास उस विशेष कोड को निष्पादन योग्य और लेखन योग्य नहीं होगा यह उस विशेष ईपीसी के लिए पेज के प्रकार और वर्चुअल एड्रेस रेंज को भी स्टोर करता है इसलिए कुछ अर्थों में यह ईपीसीएम पेज टेबल के समान है जो आमतौर पर सिस्टम में उपयोग किए जाते हैं केवल अंतर यह है कि पेज टेबल के अधिकांश हिस्से को प्रबंधित किया जाता है SGX के साथ EPCM सामग्री पूरी तरह से हार्डवेयर द्वारा प्रबंधित की जाती है इसलिए यदि हम वास्तव में इस स्लाइड पर वापस जाते हैं और देखते हैं कि अब PRM में संबंधित भौतिक पता स्थान एन्क्लेव के लिए वर्चुअल एड्रेस स्पेस से रूपांतरण होता है अब जैसा कि बाद में देखेंगे कि वास्तव में दो अनुवाद हैं जो एक हैं जिसमें मानक मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट और पेज डायरेक्टरी और पेज टेबल हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा बनाए रखा जाता है इसलिए यह क्षेत्र अनिवार्य रूप से संबंधित भौतिक पते के लिए वर्चुअल पते को रूपांतरण करेगा वैधता के लिए हार्डवेयर EPCM का उपयोग करता है जो कि PRM में मौजूद है तो यह एक ऐसे परिदृश्य की अनुमति देगा जहां ऑपरेटिंग सिस्टम पर भरोसा नहीं किया जाता है और हार्डवेयर द्वारा किए गए अतिरिक्त चेक यह सुनिश्चित करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अविश्वास होने पर भी एन्क्लेव कोड और डेटा को सुरक्षित रखा जाए अब एक अन्य संबंधित डेटा संरचना जो कि PRM में मौजूद है SECS या SGX एन्क्लेव कंट्रोल स्टोर के रूप में जानी जाती है अब प्रत्येक एंक्लेव के लिए एक SECS है इसलिए यह 4 किलो बाइट्स का है और इसका मतलब यह है कि हमें लगता है कि हमें कहने दें प्रणाली में चल रही 10 प्रक्रियाओं और प्रत्येक प्रक्रिया में एक एनक्लेव होता है तब PRM में 10 SECS संरचनाएं मौजूद होंगी तो इस SECS संरचना में उस विशेष एन्क्लेव के बारे में वैश्विक और मेटा डेटा शामिल है इसका उपयोग विभिन्न कारणों से किया जाता है जैसे कि एन्क्लेव में मौजूद कोड और डेटा की अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए और इसका उपयोग विभिन्न एन्क्लेव क्षेत्रों में जानकारी मैप करने के लिए भी किया जाता है इसलिए जैसा कि हमने SGX तंत्र की विशिष्ट विशेषताओं में से एक का उल्लेख किया है ARM Trustzone की तुलना में यह है कि SGX एन्क्रिप्टेड मेमोरी का समर्थन करता है इसलिए यदि हम इसे देखते हैं तो यदि हम इसे कई कोड के साथ हमारे प्रोसेसर के रूप में मानते हैं और इसी तरह हम मानते हैं कि यह एक हार्डवेयर सक्षम प्रोसेसर है तो क्या होता है कि कोई भी डेटा जो वास्तव में प्रोसेसर से बाहर भेजा जाता है या प्रोसेसर से प्राप्त होता है एक एन्क्रिप्टेड स्थिति में होता है जब यह एन्क्रिप्टेड डेटा प्रोसेसर में प्रवेश करता है तो एक बहुत तेज डिक्रिप्शन इंजन से यह सादे डेटा में डिक्रिप्शन होगा तो इसका मतलब यह है कि प्रोसेसर छोड़ने वाले किसी भी डेटा को एन्क्रिप्ट किया जाएगा जबकि एन्क्लेव में मौजूद प्रोसेसर में पढ़े गए किसी भी डेटा को डिक्रिप्ट किया जाएगा इस तरह अगर हमारे पास एक हमलावर है जो उदाहरण के लिए सिस्टम मेमोरी डी रैम मेमोरी को स्नूप करने की कोशिश कर रहा है या प्रोसेसर में मौजूद विभिन्न बसों में स्नूप करने की कोशिश करता है तो हमलावर केवल एन्क्रिप्टेड डेटा को देख सकेगा एन्क्लेव क्षेत्र की गोपनीयता के साथ साथ डेटा की अखंडता सुनिश्चित करता है इसलिए उदाहरण के लिए यदि कोई हमलावर इस डेटा को संशोधित करने की कोशिश करता है तो इस प्रोसेसर में यह जांचने के लिए कि डेटा को संशोधित किया गया है और तो प्रोसेसर एक्सेप्शनअपवाद को फेंक देगा इसलिए उस स्लाइड को याद करें जहां हमने वास्तव में चर्चा की थी कि एन्क्लेव क्षेत्र को प्रक्रिया के विभिन्न अन्य भागों के साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम से अनिवार्य रूप से संरक्षित किया जाता है लेकिन तब जब आप एन्क्लेव क्षेत्र के भीतर कार्य कर रहे हों तो एन्क्लेव क्षेत्र के भीतर एक फ़ंक्शन होता है यह विशेष डेटा उस विशेष प्रक्रिया के उपयोगकर्ता स्थान में कुछ भी एक्सेस कर सकता है तो यह हमें चार अलग अलग विकल्प देता है तो हम कहते हैं कि पहला विकल्प है जब आप एन्क्लेव के बाहर कोड में हैं जो आप एन्क्लेव के बाहर सामान्य मोड में निष्पादित कर रहे हैं और आप एन्क्लेव के बाहर मौजूद डेटा तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए इस कि अनुमति दी जाए दूसरा तब है जब आप एन्क्लेव के बाहर कोड निष्पादित कर रहे हैं लेकिन कोड को एक्सेस या निष्पादित करने का प्रयास करें जो एन्क्लेव के अंदर मौजूद है इसलिए इसे अनुमति नहीं दी जानी चाहिए दो अन्य मामले हैं जब आप वास्तव में एन्क्लेव मोड में चल रहे हैं और आप एन्क्लेव के भीतर डेटा तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं या डेटा को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो एन्क्लेव के बाहर है इसलिए प्रोसेसर द्वारा इन दोनों को अनुमति दी जानी चाहिए तो आइए देखें कि मेमोरी प्रबंधन इकाइयों और सिस्टम में मौजूद SGX इकाइयों द्वारा यह कैसे प्रबंधित किया जाता है तो हम इस विशेष प्रवाह चार्ट को देखते हैं जो दिखाता है कि एसजीएक्स एन्क्लेव सिस्टम में मेमोरी एक्सेस कैसे किया जाता है तो इसका एक हिस्सा ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाता है और पारंपरिक पेज टेबल और पेज डाइरेक्टरी जो शेष भाग हार्डवेयर द्वारा विशेष रूप से हार्डवेयर के एसजीएक्स पहलुओं द्वारा किया जाता है तो आइए हम उस मामले पर विचार करें जहां हमारे पास एन्क्लेव के बाहर मौजूद कोड है और यह डेटा की मेमोरी एक्सेस कर रहा है जो एन्क्लेव के बाहर भी मौजूद है इसलिए हम फ्लोचार्ट का अनुसरण करेंगे और देखेंगे कि इसे अनुमति दी जानी चाहिए और केवल पारंपरिक पेज टेबल और पेज मैकेनिज्म ही काम करेंगे तो हमारे पास एक मेमोरी एक्सेस है जो कि शुरू की गई है हम एन्क्लेव एक्सेस को शून्य पर सेट करते हैं हम यह जांचते हैं कि क्या यह एन्क्लेव मोड है इस विशेष मामले में ऐसा नहीं है इसलिए हम इस चरण को छोड़ देते हैं और हम इस स्थान पर जाते हैं तब हम एक पारंपरिक पेज वॉक और पेज टेबल पेज वॉक का उपयोग करते हुए पेज डाइरेक्टरीज़ और पेज टेबल का प्रदर्शन करते हैं और इसलिए हम उस डेटा को संबंधित भौतिक पते पर वर्चुअल एड्रेस को बदलने में सक्षम होंगे अब अगला चरण यह एन्क्लेव एक्सेस है इसलिए डेटा एन्क्लेव के बाहर है इसलिए नहीं तो हम जाँचते हैं कि क्या इस मामले में ईपीसी में भौतिक पता है क्योंकि डेटा एन्क्लेव में नहीं है क्योंकि डेटा एन्क्लेव के बाहर है इसलिए मामला भी नहीं है और अंत में हम पहुँच की अनुमति देते हैं तो आइए एक और परिदृश्य देखें जहां आपके पास एन्क्लेव के बाहर मौजूद कोड है जो एन्क्लेव के अंदर मौजूद डेटा तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है तो यह फिर से शून्य तक एन्क्लेव एक्सेस सेट करेगा फिर यह एन्क्लेव मोड में है इसलिए ऐसा नहीं है कि हम यहां पर पारंपरिक पृष्ठ सीधे पेज टेबल वॉक करें और संबंधित भौतिक पता प्राप्त करें और जांचें कि क्या यह एन्क्लेव एक्सेस है इसलिए एन्क्लेव की पहुंच अभी भी शून्य पर सेट है इसलिए यह फिर से नहीं है और फिर हम जांचते हैं कि क्या ईपीसी में भौतिक पता है कि इस मामले में यह हां है और हम क्या करते हैं कि हम भौतिक पते को कुछ गैर मौजूद मेमोरी पते से बदल दें अनिवार्य रूप से हम वास्तव में कुछ कचरे को भरने और पहुंच की अनुमति देने जा रहे हैं तो यहाँ पर जो होने वाला है वह यह है कि इस तरह की मेमोरी एक्सेस पूरी हो जाएगी लेकिन प्रोग्राम जो देखेगा वह कुछ कचरा मूल्य है न कि एन्क्लेव के अंदर मौजूद उस मेमोरी लोकेशन के अनुरूप वास्तविक मूल्य हम तीसरे पहलू को भी देखेंगे जहाँ आप एन्क्लेव मोड में चल रहे हैं और डेटा को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो एन्क्लेव के बाहर है तो फिर से इसका अनुसरण करेंगे हम एन्क्लेव एक्सेस को शून्य पर सेट करते हैं जैसा कि हम सामान्य रूप से एन्क्लेव मोड में चला रहे हैं इसलिए यह एन्क्लेव एड्रेस स्पेस में एड्रेस करने के लिए एक्सेस है जो कि नहीं है इसलिए हम यहां आते हैं हम पारंपरिक पेज टेबल वॉक करते हैं और संबंधित भौतिक पता प्राप्त करते हैं तब हम जांचते हैं कि क्या यह एक एन्क्लेव 1 के बराबर है ऐसा नहीं है क्योंकि एन्क्लेव की पहुंच अभी भी शून्य है इसलिए हम यहां आते हैं और हम देखते हैं कि इस मामले में ईपीसी में भौतिक पते के लिए एक चेक है क्योंकि हम एन्क्लेव मोड में नहीं हैं लेकिन एन्क्लेव के बाहर डेटा का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए पहुंच की अनुमति है अंतिम मामले को भी देखेंगे जहां हमारे पास एन्क्लेव में मौजूद एक कोड है जो आप एन्क्लेव मोड में चल रहे हैं और आप डेटा को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो एन्क्लेव में भी है इसलिए हमेशा की तरह हम एन्क्लेव एक्सेस को शून्य पर सेट करते हैं एन्क्लेव मोड हाँ है इसलिए हम वास्तव में यहाँ आए हैं एन्क्लेव एड्रेस स्पेस में पता करने के लिए एक्सेस है यह हाँ है इसलिए एन्क्लेव एक्सेस 1 पर सेट करें हम यहां पारंपरिक पृष्ठ तालिका वॉक चीज का प्रदर्शन करते हैं जो वास्तव में वर्चुअल पते को संबंधित भौतिक पते में बदल देगा फिर हम 1 के बराबर एन्क्लेव एक्सेस को देखते हैं इसलिए इस मामले में एन्क्लेव का उपयोग वास्तव में 1 है इसलिए हम प्रवाह के इस हिस्से में आते हैं और जाँच करें कि क्या भौतिक पता ईपीसी हाँ में है अब यहाँ पर हम वह हिस्सा हैं जहाँ हम वास्तव में EPCM पर नज़र डालते हैं और विभिन्न अनुमतियों की जाँच करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि यह विशेष EPC जहाँ पहुँचा जा रहा है वास्तव में उस विशेष पहुँच की अनुमति देने के लिए सही अनुमतियाँ हैं यदि ये अनुमतियाँ सफल हैं तो आप इस विशेष पहुंच की अनुमति देते हैं हम एक सिग्नल फ़ॉल्ट का निर्माण करेंगे इस वीडियो में हमने इंटेल SGX का संक्षिप्त परिचय दिया था अगले वीडियो में एक सॉफ्टवेयर परिप्रेक्ष्य से एक कदम और कैसे दिखेगा देखें कि अनुप्रयोगों को कैसे लिखा जाता है कि एसजीएक्स मोड का उपयोग कैसे किया जाता है और डेटा को एन्क्लेव के बाहर एक सामान्य मोड से एन्क्लेव में स्थानांतरित किया जा सकता है और इसी तरह का परिणाम प्राप्त करें धन्यवाद